अतः अIइए अपनी पेंटिंग में कलर के अलग अलग प्रयोग के विषय में चर्चा करते हैं अथवा कोई भी चीज जो हम विजुअल डिजाइन के रूप में बना रहे हैं अतः एक विजुअल अरेंजमेंट में जब हम कलर्स का चुनाव करते हैं एक चीज जो हमने अभी तक महसूस की है कि हमें उनकी वैल्यू को बहुत ही बारीकी से अथवा सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यकता है हम उसे नजरअंदाज या छोड़ नहीं सकते सभी रेड समान नहीं है सभी ग्रीन समान नहीं है और हमें आवश्यकता है कि हम सही वैल्यू का चयन करें जिससे जब एक से अधिक कलर कंपोजिशन में उपस्थित हो तो उनके साथ सही वैल्यू से मिलान हो जाए हम जितना ही कलर्स को सम्मिलित करते हैं उतना ही अधिक हमें सजग रहने की आवश्यकता है भले ही वह एक यूनिटी में है या नहीं क्योंकि यदि वहां बहुत कलर्स हो जो अलग अलग फोकल प्वाइंट पा सकते हैं कुछ कलर्स फोकल प्वाइंट बना सकते हैं जो हमें अन्य अथवा शेष कलर्स का अनुभव करने से हमारा ध्यान हटा सकते हैं अतः हम जिस तरीके से चीजों को अरेंज करते हैं जिन तरीकों से अपने कंपोजीशन का आयोजन करते हैं यह पूरी तरह निर्भर होता है कि हम कैसे अपने कलर का प्रयोग करते हैं अतः आइए इसकी थोड़ा धारणा बनाएं कि एक सामान्य शब्दावली में कलर्स का जो हम प्रयोग करते है उनके अलग अलग प्रकार क्या हैं अतः हमारे पास मौलिक रूप से इन कलर्स का तीन उपयोग है एक लोकल कलर है तब ऑप्टिकल कलर है और तब आर्बिट्रेरी कलर है अतः हमारे पास इन तीन तरह के कॉन्बिनेशन है लोकल कॉन्बिनेशन ऑप्टिकल कॉन्बिनेशन और अरबित्रारी कलर कॉन्बिनेशन और ये क्या है लोकल ऐसा है जैसा कि हम समझते हैं कि आप जानते हैं यह शब्दावली एक दशा से संबंधित है जहां एक ऑब्जेक्ट के एकलर को सामान्य दिन के प्रकाश में हम पहचानते हैं अतः सामान्य दिन के प्रकाश में आकाश ब्लू दिखता है जंगल ग्रीन दिखता है पहाड़ ब्राउन दिखता है अथवा वाइट दिखता है यदि यह बर्फ से ढका है तब हमारे पास पानी हो सकता है हमारे पास कुछ अन्य कलर हो सकते हैं पर्ण समूह की समाप्ति द्वारा वह कुछ बहुत ही साधारण है और हम चीजों को कैसे देखते हैं परंतु आप जानते हैं कि लोकल कलर कॉन्बिनेशन के प्रयोग में यह यहां तक कि अधिक वास्तविक हो सकता है और अधिकांश समय हम यथासंभव अधिक से अधिक शुद्ध होना चाहते हैं अतः वह हमें कुछ फोटोग्राफिक रियालिटी जैसा प्रदान करता है और आप जानते हैं कि जो नेचुरलिज्म से भी संभवत संबंधित है अतः जो हम देखते हैं उसे ही बनाते हैं अतः ऑप्टिकल कलर अन्य इफेक्ट से संबंधित है जो कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है और वह एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या है वह एरियल पर्सपेक्टिव से संबंधित है जो एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव से संबंधित है जिसकी हमने अपने पूर्व के पाठों में चर्चा की है अतः यहां ऑप्टिकल फॉरमेशन कुछ ऐसा है जहां आप जानते हैं कि उदाहरण इस प्रकार होंगे जैसे कि दूर स्थित पहाड़ ब्लू है अतः ग्राउंड के आगे आपके पास एकदम वार्म कलर रेंज है हमारे पास वार्म शेड्स जैसे रेड ऑरेंज येलो लाइट येलो लाइट ग्रीन और इसी तरह होंगे और तब बैकग्राउंड में हमारे पास कूलर ग्रीन कूलर ब्लू होंगे फोरग्राउंड तीखे और केंद्रीय भूत होंगे बैकग्राउंड्स या पृष्ठभूमि धुंधली होगी फोकस के बाहर होगी अतः वह एक ऑप्टिकल कलर है जो हमें देखने को मिलता है और वह हमें एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी दे सकता है वह लोकल कलर को रेडिकली विजुअली बदल सकता है दूर स्थित ऑब्जेक्ट इसकी अपेक्षा अलग दिखेंगे अतः जो कुछ भी बैकग्राउंड में होगा वह उसके वास्तविक कलर से अलग दिखेगा अतः यदि दूर स्थित ऑब्जेक्ट वार्म कलर का भी हुआ तब भी वह इस ऑप्टिकल कलर कॉम्बिनेशन सिद्धांत में थोड़ा कूलर कलर में बदल जाएगा अतः हम कैसे देखते हैं कि आप जानते हैं कि लाइट अपना कलर बदलती है और जो ऑप्टिकल कलर के उदाहरण है अतः हम लाइट पर निर्भर हैं जो अपना कलर बदलती है यहां एक लाइट है हम देखते हैं लोकल कलर्स के लिए कुछ प्रकाशमान ऑब्जेक्ट्स है हम कुछ नहीं देख सकते जब तक कि वहां लाइट ना हो परंतु लाइट की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या लाइट के परिवर्तनशील प्रकृति के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा अतः यह एक लोकल कलर कॉन्बिनेशन और ऑप्टिकल कलर कॉन्बिनेशन के मध्य अंतर है और तब आता है जो उससे ज्यादा रेडिकल है और वह है आर्बिट्री कलर कॉन्बिनेशन अतः कलर का चयन यहां सब्जेक्टिव है हम एक रेड कलर का आकाश और एक पर्पल कलर का पहाड़ ग्रीन नदी के साथ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं अतः जो हमारे पास है हमारा मस्तिष्क ऑब्जेक्ट नहीं है और कलर्स का प्रयोग कैसे स्थानीय तरीके से होता है बजाय इसके यहां हम कलर कॉन्बिनेशन पर निर्भर हो रहे हैं अतः यदि हम महसूस करते हैं कि हम इन तीन कलर्स को साथ में कंबाइन करना चाहते हैं तब यह सेकेंडरी होगा कि वह स्थानीय रूप से कैसे प्रयोग में आते रहे हैं वे कितने स्वाभाविक हैं यह वहां कम महत्वपूर्ण हो जाएगा अतः वह आर्बिट्री कलर कॉन्बिनेशन है अतः नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म या जब हम एब्स्ट्रेक्ट एक्सप्रेशन के आर्टवर्क को अभिव्यक्ति हेतु देखते हैं हम इस प्रकार का कलर कॉन्बिनेशन प्रयोग करते हैं अतः वे स्वाभाविक में वास्तविक नहीं भी हों परंतु एक्सप्रेसिव है अतःअभिव्यक्तिपूर्ण आर्टवर्क मे हम देखते है कि आर्बिट्रारी कलर कॉन्बिनेशन पर जोर दिया जाता है और वह बहुत लोकप्रिय है अतः नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म में अथवा जैसा कि कुछ आप जानते हैं जो अधिक मूर्त या नॉन रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए कोई रेफरेंस नहीं है अतः नॉन रिप्रेजेंटेशन और नॉन ऑब्जेक्टिव कलर्स को वहां दिखाया गया है अतः जो हमारे पास है वह शुद्ध रूप से कलर की एसथेटिक रेंज है अतः कलर व्हील यहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा जब हम आर्बिट्री कलर कॉन्बिनेशन के आधार पर जाएंगे इसका कारण यह है की यूनिटी अथवा हारमोनी एक नियम है भले ही हम लोकलऑप्टिकल या आर्बिट्री तरीके से जाएं हम इनमें से किसी डिजाइन सिद्धांत का चयन कर सकते हैं परंतु यूनिटी और हारमोनी को अनिवार्य रूप से बरकरार रखना होगा अतः हम सही कलर का चुनाव करते हैं भले ही वे लोकल कलर के साथ मैच करें या नहीं आप जानते हैं कि वह कुछ के साथ मैचिंग अथवा मेल करते हैं जो प्रकृति में उनके साथ कुछ समानता रखते हैं या नहीं परंतु हमें यह निश्चित करना आवश्यक है कि कलर कॉन्बिनेशन में कुछ हार्मनी हो और जो सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु के साथ जाए इसलिए पुनः फॉर्म और कंटेंट संबंध का हार्मनी के साथ विचार जो संपूर्ण उद्देश्य का निर्णय लेता है और वहां कई अन्य संरचनाएं भी है जिनकी हम यहां चर्चा करने से बच नहीं सकते और न तो हम इसको लोकल कलर की कैटेगरी या श्रेणी में रख सकते है और न ही ऑप्टिकल कलर कॉम्बिनेशन में अथवा ये न तो अर्बित्राराई हो सकते हैं अतः यह कलर कॉन्बिनेशन कुछ विजुअल कलर मिक्सिंग के कारण बनते हैं और वे अन्य पहलू है जिनके विषय में हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं परंतु अभी तो आएं इसे एक अलग शब्दावली में समझे अतः वह कुछ जो कि आधुनिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चला रहा है कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह हमारे पास है कि दो कलर्स जो अलग अलग स्थित हैं और जो हमें प्राप्त होता है सेंसेशन एक अलग कलर का होगा जो कि उस मिक्सचर अथवा मिश्रण में उत्पन्न होगा और वे वास्तव में मिले हुए नहीं है अतः पिगमेंट या कण मूलतः मिले हुए नहीं है जो मिले है वह संदेश है जो आपको देता है अतः जब हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब मिक्सिंग का जो प्रकार है वह भी निर्भर करता है विजुअल डिस्टेंस पर जो वहां है अतः यदि हम बहुत नजदीक से एक येलो और एक रेड की तुलना करें तो वह एक कलर की तरह दिखेगा जो कि संयुक्त है अतः वह एक येलो और एक रेड है वहां दो वार्म कलर्स संयुक्त है दो प्राथमिक कलर एवं वह हमारी समझ है परंतु यदि हम उन्हें बहुत दूर कर दे अतः ऑप्टिकली वे अलग दिखेंगे और वे हमें एक ऑरांजिश जैसा कुछ सेंसेशन देंगे अतः वहां हम एक येलो और रेड को अलग अलग देख या पढ़ नहीं सकते जो हम देखते हैं वह पूरी तरह अलग कलर है और वह ऑरेंज है और हम कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे कि वे कैसे काम करते है अतः बहुत नजदीक से एक रेड और येलो पिक्सेल की तरह एक दूरी से यदि लगातार आ रहे हैं को हम उन्हें अलग अलग देखेंगे परंतु यदि वे दूर गए तो वे अलग दिख सकते हैं वह एक ऑरेंज की तरह दिख सकते हैं यह कुछ कलर्स जैसे येलो और ब्लू के लिए बहुत सामान्य बात है कि जब उन्हें एक दूरी से अगल बगल रखा जाता है तो वह हमें एक ब्राइट सी ग्रीन का सेंसेशन देते हैं अतः यह ऑप्टिकल कलर मिक्सिंग जो विजुअल डिस्टेंस के कारण है लेकिन उन कलर्स का क्या जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं जैसा आप जानते हैं यहां हम अभी भी यह महसूस कर सकते हैं कि यह दोनों हमें एक सेंसेशन देंगे जो आप जानते हैं कि कुछ ग्रीनीश होगा परंतु तब वहां अन्य कलर्स हैं जो यहां तक कि एक दूरी से भी मिक्स नहीं होते हैं अतः उन सभी तरह के कलर के साथ क्या होगा आइए देखते हैं उन्हें कुछ उदाहरणों में जिन्हें आप जानते हैं कि यदि हम जैसे ऑरेंज इंडिगो ब्लू को लेते हैं ये वे कलर्स है जो विपरीत है और एक दूरी से वे हमें एक पर्टिकुलर कलर का सेंसेशन नहीं देंगे अतः हम क्या देखेंगे कि उनमें एक हाई कंट्रास्ट इमेज है और किनारों पर उनमें हम एक फ्लिकरिंग इफेक्ट पाएंगे जैसा कि आप जानते हैं यदि हम इसे एक अलग शब्दावली में प्रयोग करें जब हमारे पास एक कॉन्बिनेशन है जब हम ब्लू को एक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के रूप में चयनित करते हैं हम समान बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को रेड में चयनित करते हैं अतः वह अपने आकार में बराबर हैं और उन में कोई अंतर नहीं है परंतु यह एक कूल कलर है और वह एक वार्म अब आइए एक कलर लेते हैं जो ऑरेंज की तरह है और आइए इन दो बहुत अलग कलर के विरुद्ध इसे रखते हैं जो प्रकृति से अलग हैं अतः जिस ऑरेंज को हम यहां रखते हैं वह और इनसे अलग दिखेगा जिसे मैं यहां रख रही हूं अतः यह वही ऑरेंज है परंतु यह एक अलग पृष्ठभूमि में अधिक फ्लिकर करेगा अतः जब हम इसे कम कंट्रास्ट में रखते हैं यह अलग दिखेगा जब वहां अधिक कंट्रास्ट होगा तब यह इससे अधिक ब्राइटर या चमकीला दिखेगा अतः इस प्रकार हम कुछ निश्चित इमेजेस को बनाएंगे जहां हम कुछ निश्चित हिस्से को वास्तव में चाहेंगे कि वह फ्लिकर करे हम इसी तरह के कलर कॉन्बिनेशन के लिए जाएंगे जो कि बहुत बहुत ब्राइट है अब हम एक ब्राइट रेड को यहां लेंगे और जो वास्तव में बहुत फ्लिकर करेगा वहीं यदि हम समान रेड को इस ऑरेंज के विरुद्ध रखें तो यह उतना शाइनी या चमकदार नहीं होगा आइए इसे एक अलग धरातल पर रखते हैं और देखते हैं कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है अतः कलर पृष्ठभूमि के कूलनेस अथवा वार्मनेस की शब्दावली में अपनी प्रकृति को बदलेगा और हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी अतः आपके सुझाव हेतु मै आपको कुछ और सुझाव अलग प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन के दूंगी और हम अपना टॉपिक वहां समाप्त करते हैं अतः कुछ उदाहरण अतः कलर कॉम्बिनेशन एक चित्ताकर्षक आदत है जो हम विकसित करते हैं अतः कुछ उदाहरण अतः कलर कॉम्बिनेशन एक चित्ताकर्षक आदत है जिसे हम विकसित करते हैं और जैसे ही हम अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे हम जानते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है हम कलर्स को देखने की प्रक्रिया में जाते हैं और अपनी खुद की शब्दावली में इसका विश्लेषण करते हैं और हम अलग कलर कॉन्बिनेशन को भी बनाते हैं यहां बहुत संख्या की संभावनाएं हैं जो मिक्सिंग मैचिंग और आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के परमुटेशन अथवा क्रम परिवर्तन और कॉन्बिनेशन हैं हम नए कॉन्बिनेशन बना सकते हैं और इनका परिणाम भी देखते हैं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अलग कलर कॉन्बिनेशन का प्रयास करें और तब आप जानते हैं कि प्रयत्न और त्रुटि द्वारा हम कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं क्योंकि वहां अलग अलग कलर्स का अलग अलग प्रयोग है जिसे हम डिजिटल आर्ट्स में भी देखते हैं जहां रेजोल्यूशन अथवा संकल्प को नंबर के द्वारा गिना भी जा सकता है अतः यह बहुत बहुत स्पष्ट और विश्लेषणात्मक है प्रत्येक और सब कुछ अकाउंट से जाता है और यह मात्र एक परसेप्शन नहीं है अतः यहां चीजें एक बहुत अलग शब्दावली में गिनी जाती है परंतु यह हमारे विचारों को स्पष्ट भी करते हैं एक बहुत लंबे समय से जो परसेप्शन रहा है प्रारंभिक उम्र से जो कुछ हमने बनाया हम असफल हुए जैसा कि आप जानते हैं यह सभी प्रयत्न एवं त्रुटि है इन अभ्यासों के प्रकार हेतु जिसे हमने एडॉप्ट किया है अतः आइए देखते हैं कि यहां से हम कैसे आपके तकनीकी ज्ञान के बारे में सोच सकते हैं नए कलर्स को बनाने में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल कलर मिक्सिंग को बनाने में भी और आप जानते भी हैं कि जब हम अन्य उदाहरण की शब्दावली में रोमन मोजेक का उदाहरण लेते हैं संभवत जहां आपके पास अलग कलर्ड मार्वल से जो कि मेडाइवाल आर्ट अथवा मध्यकालीन आर्ट का मुहूर्त हो अतः जो हम देखते हैं कि वे समान सिद्धांत का पालन कर रहे हैं जो हमारे पास है कई कलर्स हैं जो कि अगल बगल स्थित है अतः वह हमें कुछ रेटिनल फंक्शन देते हैं जोकि ऑप्टिकल कलर मिक्सिंग की तरह होता है और जिसके बारे में हमने बात की है अतः वे अपने सिद्धांत में बहुत अलग नहीं होते वे बिल्कुल भी अलग नहीं होते परंतु हम अपने पैराडाइम अथवा अपने मिसाल प्रत्येक दिन बदलते हैं और हम समान कलर का प्रयोग एक बहुत अधिक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से करते हैं अतः हम उसके विषय में अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं